इस सप्ताह तीसरी बार वापस आने पर सभी का स्वागत है हम गैस टरबाइन का निर्धारण करने में दबाव अनुपात की भूमिका है और फिर दूसरे व्याख्यान में हमने गैस टरबाइन विस्तार के उपयोग को बीच बीच में गर्म करने के साथ करना चाहिए तो बस एक त्वरित पुनरावृत्ति करने के लिए ये दो योजनाएं हैं जिनमें से एक में चर्चा की गई है कि संपीड़न रूप से प्रारंभिक तापमान पर वापस आ जाता है फिर यह इस बिंदु पर वांछित दबाव तक पहुंचने के लिए संपीड़न के दूसरे चरण में जाता है हमने दबाव अनुपात के इष्टतम मूल्य के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है और हमने देखा है कि कंप्रेसर के लिए न्यूनतम संभव कार्य की आवश्यकता के लिए संपीड़न चरण के प्रत्येक के लिए दबाव अनुपात एक दूसरे के बराबर होना चाहिए यही कारण है कि इस मामले में हमें होना चाहिए और अगर आप इस बारे में बात कर रहे हैं अधिक चरणों की संख्या उसी तरह से हर एक के अनुपात में एक ही दबाव अनुपात होना चाहिए ताकि इंटेरकूलिंग तक विस्तार कर रहे हैं

फिर उच्च दबाव टरबाइन के मामले में हमारे पास होना चाहिए T3 T1 रीहीटिंग के मामले में भी ऐसा ही होता है ताकि अधिकतम संभव प्रभाव हो यानी कार्य उत्पादन में अधिकतम संभव लाभ हमें होना चाहिए T3 T5 यानी विस्तार के प्रत्येक चरण में प्रवेश करने वाली गैस का तापमान एक दूसरे के बराबर होना चाहिए और यह भी मल्टीस्टेज कंप्रेसर चरण की तलाश कर रहे हैं तो दबाव अनुपात है P3P4 और LP टरबाइन चरण के लिए दबाव अनुपात है P5P6 इसलिए प्रणाली का अधिकतम प्रभाव होगा इन दोनों को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए द्वितीय एक निश्चित रूप से हमने व्युत्पन्न नहीं किया है लेकिन इसका प्रत्यक्ष परिणाम है मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उसी संबंध को पसंद करने की कोशिश करें T3 T5 लेकिन अब इंटेरकूलिंग पक्ष में कोई पूर्वाभ्यास या परिवर्तन नहीं होता है इसलिए शुद्ध कार्य उत्पादन में वृद्धि और कार्य अनुपात में सुधार या पीछे के कार्य अनुपात में कमी है हालांकि इंटेरकूलिंग में कमी की ओर जाता है इसलिए इंटेरकूलिंग है इसलिए हमें एक ही चीज़ को रखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है और अधिक जटिल पाइपिंग में ऊर्जा की आपूर्ति करनी है हम इस दहन कक्ष 1 में ऊर्जा जोड़ रहे हैं और साथ ही आवश्यकता होने के कारण दहन कक्ष 2 में ऊर्जा जोड़ रहे हैं काफी बार हम इसे qprimary कहते हैं क्योंकि भले ही इस ऊर्जा की मात्रा को फिर से गरम करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको हमेशा आपूर्ति करनी होगी जबकि इसे qreheat कहा जाता है जो अतिरिक्त ऊर्जा निकाय है जो इस पुनरावर्तक की उपस्थिति के कारण आ रहा है तो कुल ऊर्जा आवश्यकता जो इस प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता या प्राथमिक गर्मी की आवश्यकता का संयोजन है और गर्मी की आवश्यकता है जो थर्मल आवश्यकता में वृद्धि हुई है और इस रिहेटिनंग दक्षता में कमी का कारण बन रहे हैं इसलिए हमें भी कुछ विकल्प तैयार करने होंगे जो हमें दोनों चीजें प्रदान करें यह अतिरिक्त कार्य आउटपुट का हो रीजेनरेशन प्लस से निकलने वाले हवा के तापमान की तुलना में तापमान का आकार काफी अधिक होगा इसलिए यदि आप एक हीट एक्सचेंजर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी क्योंकि अंततः हम एक ही तापमान T4 हासिल करना चाहते हैं यदि कोई हीट एक्सचेंजर नहीं है तो तापमान में वृद्धि होती है जो गैस की हवा को दहन कक्ष में अनुभव करना चाहिए 𝑇4 − 𝑇2 लेकिन इस पुनर्योजी की उपस्थिति के कारण तापमान परिवर्तन जो आप करना चाहते हैं 𝑇4 − 𝑇3 और T3 महत्वपूर्ण T2 हो सकता है जिससे इस ऊर्जा की आवश्यकता में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है या तापमान की आवश्यकता होती है 𝑇4 − 𝑇3 क्योंकि इससे काफी कम हो सकता है 𝑇4 − 𝑇2 तो दहन कक्ष के लिए कुल ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है जबकि वर्क आउटपुट आवश्यकता पर निर्भर करता है तो आपका कम्प्रेशन कार्य उत्पादन 𝑊𝑛𝑒𝑡 𝑊𝑡 − 𝑊𝑐 भी वही रहता है लेकिन गर्मी इनपुट दक्षता जो इस प्रकार लिखी जा सकती है thWnetqin इसमें वृद्धि हो रही है इसलिए उत्थान प्रणाली से काम के उत्पादन को प्रभावित किए बिना थर्मल दक्षता बढ़ाने का एक विकल्प है क्योंकि इसका प्रभाव ऊष्मा इनपुट के लिए अब यदि आप इस पूरे तापमान वृद्धि को दहन कक्ष में T4 T2 की मात्रा या ऊर्जा की मात्रा में करना चाहते हैं जो आपको उस हवा की आपूर्ति करना है जो इसके बराबर होगी qinma cpa T4 T2 लेकिन यहाँ हम उत्थान कर रहे हैं जिसके कारण यह T2 से T3 की मात्रा में तापमान वृद्धि हुई है इसलिए ऊर्जा की मात्रा जो दहन कक्ष द्वारा ली जानी है वह अब नहीं है ma cpa T4 T2 लेकिन यह है ma cpa T4 T3 और ऊर्जा कहाँ से आ रही है जैसा कि आरेख में दिखाया गया है वैसा ही चीज़ Ts आरेख से भी मिल सकता है तो 4 5 टरबाइन में हवा का तापमान कम होता है और इसी तरह बाहर निकलने पर हवा का तापमान भी कम होता है इसलिए वे एक दूसरे के गैस तापमान के अधिक निकटतम में हैं यह हवा में ऊर्जा जोड़ने में सक्षम होगा जबकि निकास पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं तो आदर्श रूप से आप पुनर्जनन के अंत में हवा का तापमान चाहते हैं अर्थात् 𝑇3 𝑇5 यह आदर्श परिदृश्य है आदर्श परिदृश्य से किसी भी तरह के गर्मी के नुकसान की उपेक्षा करते हैं तो गैस द्वारा खारिज की गई ऊर्जा की कुल मात्रा का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है 𝑚̇gcpgT5 T6 यह हवा द्वारा प्राप्त ऊर्जा के बराबर होना चाहिए जिसे निम्न रूप में दर्शाया गया है 𝑚̇acpaT3 T2 जैसा कि हम हीट एक्सचेंजर के बारे में बात कर रहे हैं हम आम तौर पर एक प्रभावशीलता को परिभाषित करना पसंद करते हैं या वास्तविक प्रदर्शन और आदर्श प्रदर्शन की तुलना करने के लिए यदि आप एक आदर्श परिदृश्य के लिए प्रभावशीलता को परिभाषित करते हैं

आइए हम ε का उपयोग करें यह वास्तविक गर्मी हस्तांतरण की वास्तविक दर को ले सकता है अभिव्यक्ति इस प्रकार है Effectiveness qactualq max यदि आप वायु के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो वायु द्वारा प्राप्त वास्तविक ऊर्जा क्या है हम लिख सकते हैं कि h3 h2 है कि हवा के वास्तविक एन्थालपी परिवर्तन के बराबर हो सकता है लेकिन क्या हम एक आदर्श प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तब यह h5 h2 के बराबर होना चाहिए या मुझे h5' कहना चाहिए जहां h5 इस विशेष बिंदु को संदर्भित करता है जहां आवश्यक हवा पुनर्योजी की शुरुआत में तापमान के बराबर हो जाती है अर्थात T5 का मूल्य T5 के बराबर है इसलिए h3 h2h5 h2 अधिकतम संभव ऊर्जा लाभ है जो हवा में हो सकता है अब अगर किसी भी गर्मी के नुकसान की उपेक्षा और गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो यह वह तरीका है जिससे हम इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और अगर हम अब हवा को स्थिर करने के लिए विशिष्ट ऊष्मा ग्रहण करते हैं तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं m𝑎 cpa m𝑎 cpa हर में हवा डबल बार वे समान हैं एक दूसरे के इसलिए हमें इसके बराबर प्रभावशीलता मिलती है T3 T2T5 T2 चूंकि यह केवल तापमान की परिभाषा का अनुपात बन रहा है इसलिए इसे अक्सर थर्मल अनुपात का उपयोग किया जा सकता है अब पुनर्जनन करना संभव है अगर हमारे पास विस्तार की प्रक्रिया के अंत में तापमान यानी T4 के साथ कुछ इस तरह का परिदृश्य है तो यह संपीड़न के लिए रखरखाव की आवश्यकता होती है और सतह के बड़े क्षेत्र की आवश्यकता भी होती है यदि हम बहुत छोटे तापमान परिवर्तन T4 और T2 से बात कर रहे हैं तो हीट एक्सचेंजर आवश्यकता है जो इसके बराबर होगा 𝑞̇𝑖𝑛𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐻𝑥 m𝑎cpa जबकि हीट एक्सचेंजर आवश्यकता की मात्रा कितनी है इसके बराबर होगा 𝑞̇𝑖𝑛𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝐻𝑥 m𝑎cpa T3 T2 से काफी अधिक है हम निश्चित रूप से इस शब्द को अन्य पद से अधिक हो सकते हैं और इसलिए उत्थान दक्षता में वृद्धि होती है तो यह है कि कैसे एक व्यावहारिक पुनर्योजी फिर 5 3 दहन प्रक्रिया को संदर्भित करता है इसलिए qregen जैसा कि हमने देखा है 𝑞𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑐𝑝𝑎 और qin दहन कक्ष में आवश्यक गर्मी की मात्रा बराबर होगी 𝑞𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑐𝑝𝑎 यदि आप एक आदर्श उत्थान की बात कर रहे हैं तो उत्थान के अंत में हवा का तापमान 5 होना चाहिए था जो कि T4 के बराबर है जो कि गैस तापमान के विस्तार का अंत है हालाँकि T5 के व्यावहारिक मुद्दों के कारण हम कभी भी 5' के इस तापमान तक नहीं पहुँच पाते हैं आमतौर पर हम बिंदु संख्या 5 तक ही सीमित रहते हैं इसी तरह गैस का तापमान T6 तक गिर गया है आदर्श रूप से इस विशेष बिंदु पर गिरना चाहिए लेकिन फिर से क्योंकि व्यावहारिक मुद्दे T2 के स्तर तक तापमान को कम करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं यह T6 तक ही सीमित है और ऊर्जा की मात्रा जो है 𝑚𝑔𝑐𝑝𝑔 पुनर्जनन दक्षता निम्नानुसार है thpBrayton1 1rpk 1k हालांकि उत्थान में हमें चक्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर भी विचार करना होगा अब यहां दिखाए गए चक्र में न्यूनतम तापमान T1 है और अधिकतम तापमान T3 है यह दिखाया जा सकता है कि मैं उत्थान के साथ उष्मीय दक्षता को व्युत्पन्न नहीं कर रहा हूं जो आने वाला है th with regen 1 T1T3rPk 1k इसलिए यह दबाव अनुपात पर निर्भर करता है और तापमान के अनुपात पर भी निर्भर करता है चक्र के न्यूनतम तापमान पर अधिकतम चक्र के अधिकतम तापमान पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यूनतम से अधिकतम तापमान का अनुपात बढ़ता जा रहा है जो दक्षता भी बढ़ाता है जैसा कि संपीड़न और विस्तार के चरणों की संख्या बढ़ रही है तब हमने परिदृश्य के समान दिख रही है ना क्योंकि एरिक्सन भी है तो यह है कि एक व्यावहारिक गैस भंडारण प्रणाली कैसे दिखती है जहां हम संपीड़न के दो चरणों को देख सकते हैं कंप्रेसर चाहते हैं जिसके लिए हमारे पास है 𝑇3 𝑇1 और हमारे पास दोनों चरणों के लिए दबाव अनुपात बराबर है अर्थात चरण 1 के लिए दबाव अनुपात चरण 2 पर दबाव अनुपात के बराबर होना चाहिए अर्थात P2P1P4P3 और साथ ही आदर्श परिदृश्य के मामले में एक और पहलू है कि हम उपेक्षा करते हैं जो कोई दबाव नहीं है जैसा कि हवा को संपीड़न के दो चरणों से गुजरने की अनुमति है और इंटरकूलर के माध्यम से आपूर्ति की जाती है और इसे फिर से सक्रिय किया जाता है और फिर से आदर्श परिदृश्य में जाती है जिससे चक्र की तापीय क्षमता बढ़ती है अब हम पुनर्जन्म के संख्यात्मक प्रभाव को देखने के लिए कुछ संख्यात्मक उदाहरण कर रहे हैं पहली समस्या यह वास्तव में एक समस्या का मुक़दमा है जिसे आपने पिछले व्याख्यान में हल किया है बस समस्या कथन को ध्यान से पढ़ें हम 8 के समग्र दबाव अनुपात के साथ एक आदर्श गैस टरबाइन चरण 1300 K पर और हम पीछे के कार्य अनुपात और तापीय दक्षता से काम करना चाहते हैं हमने पिछले व्याख्यान में इस समस्या को हल किया है लेकिन अब मेरे पास एक बदलाव है यहां हमें 100 प्रभावशीलता के साथ एक आदर्श पुनर्योजी पर विचार करना होगा K का मान दिया गया है आप विशिष्ट ताप के मूल्य पर भी विचार कर सकते हैं तो वही समस्या पिछले व्याख्यान में हल की गई है लेकिन पुनर्जनन के बिना इसलिए इसी तरह की प्रक्रिया हम यहां भी पालन करने जा रहे हैं यहां समग्र दबाव अनुपात को 8 के रूप में दिया गया है समग्र दबाव अनुपात क्या दर्शाता है यह संपीड़न के अंत में दबाव को संदर्भित करता है जो कि P4 है और संपीड़न की शुरुआत में दबाव है जो कि P1 है जो 8 के बराबर है P4P18 और यहां हम एक ऐसे आदर्श चक्र के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है इसलिए आप मल्टीस्टेज कम्प्रेशन के साथ है यदि यह एक पूर्ण इंटेरकूलिंग कर रहा है तो हमारे पास दबाव अनुपात के बराबर होना है अर्थात और जैसा कि हम किसी भी तरह के दबाव के नुकसान की उपेक्षा कर रहे हैं इसलिए हम लिख सकते हैं कि P2 और p3 बराबर हैं तो हमें P2 के साथ P2 और p3 की जगह दें जो देता है 𝑃2 P1 P4 अब यदि आप समीकरण के दोनों किनारों को P1 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास क्या है हमारे पास है P2P1P4P18 इसलिए वास्तव में मैंने इसे मल्टीस्टेज कम्प्रेशन एक्सरसाइज के एक हिस्से के रूप में लिया है लेकिन यही बात हमने यहां साबित की है प्रत्येक चरण में दबाव अनुपात के समान परिमाण की समान संख्या होती है और इसे सीधे समग्र दबाव अनुपात की जड़ के रूप में गणना की जा सकती है यदि आप संपीड़न के kth चरण के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रत्येक चरण के लिए दबाव अनुपात के बराबर होना चाहिए PfinalPinitial1k तो अब हमारे पास हमारे लिए नंबर हैं यह दोनों चरणों के लिए है अब यह आदर्श इंटेरकूलिंग है इसलिए हमारे पास है T1 T3 और T2 T4 इसी तरह हमारे पास आदर्श रेहीटिंग है ताकि हमारे पास हो T7 T9 और T6 T8 हमें तापमान की गणना करनी है अब कोई आइसेंट्रोपिक दक्षता नहीं है तो यह काफी सीधे आगे है तो हमारे पास दी गई जानकारी है 𝑇3 𝑇1 300 𝐾 𝑇6 𝑇8 1300 𝐾 इसलिए T2T1P2P1k 1k वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं 𝑇2 𝑇4 40383 𝐾 वही संख्या जिसे हमने पिछले व्याख्यान की गणना की थी और इसी तरह हम पुनरावर्तक भाग या टरबाइन के कई चरणों के लिए गणना कर सकते हैं तो वहाँ हम लिख सकते हैं T7T6P7P6k 1k अब हालांकि हमने नहीं किया है लेकिन टरबाइन के मामले में भी यह एक आदर्श परिदृश्य है इसलिए प्रत्येक चरण के लिए दबाव अनुपात √8 के बराबर होना चाहिए तो यहाँ से हम गणना कर सकते हैं 𝑇7 𝑇9 96574 𝐾 इस मामले में तो अब आप कार्य आउटपुट आवश्यकता के बराबर होना चाहिए 𝑐𝑝 और दोनों चरणों के लिए समान होना चाहिए इसलिए यह है 𝑊𝑐 2 𝑐𝑝 और यह 208698 kJ kg के बराबर होगा इसी तरह टरबाइन के लिए यह होगा 𝑊𝑡 2 𝑐𝑝 671863 𝑘𝐽𝑘𝑔 इन दोनों को मिलाकर हमारे पास समान होने के लिए शुद्ध कार्य आउटपुट है 𝑊𝑛𝑒𝑡 𝑊𝑡 − 𝑊𝑐 463165 𝑘𝐽𝑘𝑔 इसलिए हमें वर्क आउटपुट rbके बराबर होना चाहिए rbWcWt0311 बैक वर्क रेशो के अंदर हवा के लिए कुल तापमान में वृद्धि T6 से T4 तक होगी लेकिन पुनर्योजी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए 𝑇5 𝑇7 𝑇9 इसलिए यह बहुत सीधा है अब थर्मल ऊर्जा की कुल मात्रा की आवश्यकता है तो दहन कक्ष के मामले में यह इसके बराबर होगा 𝑞𝑖𝑛 𝑐𝑝 यदि पुनर्जनन के कारण अप्रभावित है तो कुल राशि 67186 kJ kg आ रही है और फिर कुल तापीय क्षमता जो इसके बराबर होनी चाहिए thWnetqin6893 यह थर्मल को शुरू करने से दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार होता है इसलिए पुनर्जनन चक्र की दक्षता क्या रही होगी उस एरिक्सन चक्र भी एक पूरी तरह से प्रतिवर्ती चक्र है तो यह बराबर होना चाहिए EricssonCarnot1 TLTH1 30013001 313 76 92 इसलिए संपीड़न के सिर्फ दो चरण और विस्तार के दो चरणों में एक सरल पुनर्योजी चरणों की संख्या बढ़ाने के साथ हम अधिक से अधिक 8 लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो कि इसके लिए स्थान की आवश्यकता से बाहर इतनी संख्या में चरणों की जटिलता की आवश्यकता को देखते हुए अधिकांश व्यावहारिक परिदृश्य में नहीं हो सकता है इसलिए आमतौर पर यह संपीड़न और विस्तार के केवल दो या तीन चरणों में प्रतिबंधित है अब हमारे पास एक और अधिक जटिल समस्या है जो वास्तव में बहुत बड़ी है और समस्या कथन को बहुत ध्यान से पढ़ें मैं पहले आरेख दे रहा हूं ताकि आप सीधे आरेख की तुलना कर सकें यहां हमारे पास 5 MW गैस टरबाइन प्लांट है इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि 𝑇3 𝑇1 और भी दबाव अनुपात बराबर है P2P1P4P3 समग्र दबाव अनुपात 9 के रूप में दिया गया है तो यहाँ यह दिया गया है P4P18 तो प्रत्येक चरण के लिए दबाव अनुपात √9 के बराबर है जो 3 के बराबर है अब टरबाइन के रूप में अच्छी तरह से कर रहे हैं तो इस मामले में आपके पास है 𝑇6 𝑇8 650 0𝐶 LP टरबाइन अनुपात या 075 की प्रभावशीलता है मैंने जानबूझकर थर्मल दोनों के लिए माना जाता है इस मामले में दोनों कंप्रेशर्स के लिए 98 की यांत्रिक दक्षता है यह भी हमें विचार करना होगा हम सभी दबाव हानि और गतिज और संभावित ऊर्जा में परिवर्तन की उपेक्षा कर सकते हैं दबाव के नुकसान की उपेक्षा की जाती है हम आसानी से कह सकते हैं कि इंटेरकूलिंग में दबाव स्थिर रहता है अर्थात 𝑃2 𝑃3 और दहन कक्ष के अंदर भी दबाव स्थिर रहता है यानी हमारे पास 𝑃4 𝑃5 𝑃6 इसी तरह है 𝑃7 𝑃8 और भी जैसा कि Ts आरेख वहां दिखाया गया है Ts आरेख से हम यह भी कह सकते हैं कि एलपी टरबाइन पर हवा का दबाव अंतिम बिंदु पर दबाव के बराबर होना चाहिए यानी हमारे पास 𝑃1 𝑃9 𝑃10 तो यहां आप चार दबाव चरणों में बात कर रहे हैं एक दबाव चरण जो वायु इनलेट से गुजर रहा है दूसरा प्रेशर स्टेज तक है तो यह अब एक आरेख है हमें इसे सावधानीपूर्वक हल करना होगा हम संपीड़न पक्ष सही है इसलिए हम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं प्रक्रिया 1 2 के लिए हम आसानी से लिख सकते हैं T2sT1P2P1k 1k इसलिए कुछ अतिरिक्त जानकारी जो मैंने यहाँ नोट नहीं की है वह जानकारी हमें दी गई हवा के लिए दी गई है 𝑐𝑝 1005 𝑘𝐽𝑘𝑔𝐾 𝑘 14 संपीड़न पक्ष के लिए यानी LPऔर HP कंप्रेसर की तरफ हमारे पास गैस के लिए 𝑐𝑝𝑔 115 𝑘𝐽𝑘𝑔𝐾 𝑘𝑔 1333 जहाँ cpg गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा है इस विस्तार प्रक्रिया के लिए गैस का k मान है टरबाइन के दोनों चरणों में 1333 है और हीट एक्सचेंजर में गैस यहां गुण इन मूल्यों के समान हैं इसलिए गैस में 1153 का विशिष्ट और 1333 का घातांक होता है जबकि वायु के लिए cp 1005 और k के बराबर 14 होता है इसलिए यहाँ जैसा कि आप हवा के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमें इसे ठीक से लिखना चाहिए T2sT1P2P1k 1k आपको कुछ मूल्य देते हैं 𝑇2𝑠 394 𝐾 और अब कंप्रेसर दक्षता के लिए इसके लिए अभिव्यक्ति क्या होनी चाहिए यह आदर्श तापमान वृद्धि होना चाहिए अर्थात cT2s T1T2 T1 जो आपको T2 देता है जो T2s से थोड़ा अधिक होगा और इस विशेष समस्या के लिए यह है 𝑇2 4205 𝐾 मैं अनुमानित संख्याएँ लिख रहा हूँ आप कृपया इन सभी गणनाओं को स्वयं करें तो संपीड़न के इस पहले चरण में काम की इनपुट आवश्यकता 𝑊𝑐 𝑐𝑝𝑎 और जैसा कि हम मल्टीस्टेज कंप्रेसर का काम या यह सिर्फ दो बार होना चाहिए 𝑊𝑐 2 𝑐𝑝𝑎 और दहन चरण के लिए यह कार्य इनपुट आवश्यकता तब बराबर होने वाली है 2 × 1331 𝑘𝐽𝑘𝑔 इसलिए HP टरबाइन का उपयोग करने के लिए जो काम करता है वह इसके बराबर होना चाहिए WHPWcshaft जो मैं इस कंप्रेसर टरबाइन शाफ्ट के बारे में बात कर रहा हूं जो कि है और 98 की यांत्रिक दक्षता है तो यह होना चाहिए ≈ 272 𝑘𝐽𝐾 यह HP टरबाइन के घर्षण व्यवहार के कारण खो रहे हैं प्रक्रिया 6 7 देखें जो HP टरबाइन में हो रही है तो वहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं WHP टरबाइन के बराबर होना चाहिए 𝑊𝐻𝑃 𝑐𝑝𝑔 वहां से T6 दिया जाता है क्योंकि यह 650 0C को दिया जाता है इसलिए यदि आप मान डालते हैं तो आपको मिल जाएगा 𝑇7 6865 𝐾 अब टरबाइन के लिए ईसेंट्रॉपीक की दक्षता भी दी गई है जो वास्तविक तापमान में कमी है जो है tT6 T7T6 T7s जहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं 𝑇7𝑠 645 𝐾 अब HP कम्प्रेशन के लिए यह जानकारी नहीं दी गई है कि हम हवा से प्राप्त कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं T7sT6P7P6kg 1kg प्राप्त करना P6P7419 सटीक मूल्य की आवश्यकता नहीं है यह भी नहीं दिया गया है इसलिए P6P7419 और हम जानते हैं कि P6P90νerall pressure ratio जो है P6P9P4P19 तो हम इसे समान होने के लिए लिख सकते हैं P6P9P7P99 और P7 का कोई दबाव नहीं है और P8 बराबर होना चाहिए ताकि यह हमारे पास रहे P8P994192147 तो टरबाइन मंच या LP विस्तार के अंत में तापमान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करें जो मुझे कहना चाहिए तो हम लिख सकते हैं T8T9sP8P9kg 1kg वहाँ से हम मिल रहे हैं 𝑇9𝑠 7626 𝐾 और फिर से इस LP टरबाइन दक्षता का उपयोग करना हमारे पास है tactual temperature changeideal temperature changeT8 T9T8 T9s मिल रहा 𝑇9 7867 𝐾 इसलिए हमारे पास तापमान है तो HP टरबाइन से काम फिर बराबर हो रहा है WLPtcpgT8 T9 और वह और इसलिए WnetWLPtWHPt इसलिए WnetWLPtWHPt Wcshaft ये दो काम एक दूसरे को रद्द कर रहे हैं और नेट वर्क आउटपुट जो आने वाले हैं 𝑊𝑛𝑒𝑡 𝜂𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 1537𝑘𝐽𝑘𝑔 इसलिए हमें चक्र दक्षता की गणना करनी होगी हमें इसके लिए चक्र से शुद्ध कार्य आउटपुट के लिए प्रभावशीलता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है Effectiveness Actual heat transfer Maximum possible heat transfer T5 T4T9 T4 जहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं 𝑇5 6952 𝐾 इसलिए किन के लिए हम दहन कक्ष में और पुनरावर्तक में गैस की गर्मी जोड़ रहे हैं इसे गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है 𝑞𝑖𝑛 𝑐𝑝𝑔 534 𝑘𝐽𝑘𝑔 तो चक्र के लिए थर्मल दक्षता है thWnetqin288 इस विशेष चक्र के लिए यह थर्मल दक्षता है और हमें कार्य अनुपात की भी गणना करनी होगी इसलिए कार्य अनुपात की गणना करने के लिए हमें सकल कार्य आउटपुट द्वारा उत्पादित कार्य है rwWnetWLPtWHPt0358 हम वहां से पीछे के कार्य अनुपात की गणना भी कर सकते हैं और अंतिम उत्तर जिसे हमें गणना करना है वह एक द्रव्यमान प्रवाह दर है और द्रव्यमान प्रवाह दर कैसे प्राप्त करें यह वह जानकारी है जिसका हम उपयोग करते हैं 5 MW शुद्ध उत्पादन है जो आपको गैस टरबाइन है अर्थात 1 किलो प्रति सेकंड प्रवाह दर के लिए हमें 1537 किलोवाट बिजली उत्पादन मिल रहा है और इस संयंत्र से कुल उत्पादन 5 MW है तो बस उस जानकारी का उपयोग करें जो आपको द्रव्यमान प्रवाह दर देने वाली है m51031537326ktqs यह वह तरीका है जिससे हम गैस टरबाइनों पर विचार किया है हालांकि उस गर्म गैसों को प्रारंभिक तापमान पर वापस लौटा दिया जाता है और दबाव अनुपात नहीं के बराबर होता है और हमने इसके लिए अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्थान पर भी विचार किया है इस तरह से कृपया पाठ्यपुस्तक से कुछ और समस्याओं को हल करने का प्रयास करें यहाँ मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने पिछले व्याख्यानों में उल्लेख किया है या नहीं जबकि पहले के हफ्तों के लिए मेरे पास प्राइमरी की पुस्तक के लिए सुझाया है आप संबंधित वेबपेज में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं जहां उस विशेष पुस्तक का संपूर्ण भौतिक विवरण उपलब्ध है यदि आवश्यक हो तो आप उस पुस्तक को खरीद सकते हैं इसकी आवश्यकता भी नहीं है यदि आप व्याख्यान का अनुसरण कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होना चाहिए और इसके लिए आप इंटरनेट चक्रों पर ध्यान केंद्रित किया है इसलिए हमने हीट इंजनों लिखना है शब्द पुनरावर्तन का उपयोग न करें जो एक टाइपोग्राफिक कर सकते हैं हम विस्तार के 2 या 3 चरणों के साथ फिर से गरम कर सकते हैं और निश्चित रूप से हम उत्थान कर सकते हैं केवल हमने संख्यात्मक समस्याओं को हल नहीं किया है जिसमें घटकों में विशेष गुण भी शामिल हैं लेकिन यह भी उनका हो सकता है जो प्राथमिक रूप से गैस मिश्रण के गुणों को प्रभावित करता है और गुणों को भी हवा देता है आपको अपनी पाठ्यपुस्तकों में विशेष रूप से Eastop and McConkey की पुस्तक में दबाव के नुकसान से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं इसलिए यह सप्ताह की संख्या 6 के लिए है पिछले तीन हफ्तों में या मुझे सप्ताह 4 5 और 6 से कहना चाहिए कि हमने काम के माध्यम के रूप में गैस से जुड़े बिजली चक्रों के बारे में बात की है आपने प्रत्यावर्ती इंजनों के लिए वायु मानक चक्र के बारे में बात की और यहाँ हमने रोटरी इंजन चक्र के बारे में बात करेंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद